जब हम कहते हैं कि हमारा अधिकार है तो हमारा क्या मतलब होता है एक अधिकार एक कानूनी अधिकार को संदर्भित करता है कुछ जिसे आप कानूनी रूप से प्राप्त करने के हकदार हैं यह कुछ ऐसा है जिसे उचित ठहराया जा सकता है जिसे पहचाना जा सकता है और जिसे संरक्षित किया जा सकता है जिसका उल्लंघन गैरकानूनी माना जाता है और उस व्यक्ति को उपाय प्रदान करता है जिसके अधिकार का उल्लंघन किया जाता है अधिकारों का उपयोग दो व्यापक अर्थों में किया जा सकता है इसे आपकी कुछ करने की स्वतंत्रता या क्षमता के अर्थ में इस्तेमाल किया जा सकता है इसे कुछ करने की स्वतन्त्रता के अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि किसी ने आपको कुछ करने की सहमति या अनुमति दी है अधिकार खुद को एक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से व्यक्त कर सकते हैंजैसे हम मानवाधिकार मतदान करने का अधिकारनिजता का अधिकार ये ऐसी चीजें हैं जो एक मानव को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो मनुष्य से परे की चीजों में प्रकट होते हैं उदाहरण के लिए संपत्ति में इसलिए हमारे पास ऐसे अधिकारों का एक समूह है जो एक इंसान में उसके मानव होने के कारण प्रकट होता है जिन्हें अंतर्निहित अधिकार कहते हैं और हमारे पास ऐसे अधिकार भी हैं जो हम चीजों पर व्यक्त करते हैं क्योंकि मनुष्य कुछ चीजों को अपने पास रख सकता है और हस्तांतरण कर सकता है इसका अर्थ यह है कि अधिकार कानून द्वारा बनाए जाते हैं वास्तव में अधिकारों को कानूनी मान्यता की आवश्यकता है अधिकार एक सामान्य प्रकृति के हो सकते हैं जो लोगों द्वारा साझा किए जाते हैं जैसे कि सुरक्षा का अधिकार यह एक सामान्य अधिकार है जिसे प्रत्येक नागरिक सरकार से प्राप्त करने का दावा कर सकता है और प्राप्त भी करता है जबकि कुछ ऐसे निश्चित अधिकार हैं जिन्हें किसी विशेष रूप से संचालित या प्रयोग किया जा सकता है अब जब अधिकार आपको विशिष्टता प्रदान करते हैं इसका मतलब है कि आपके पास लोगों को कुछ कार्य करने से रोकने का अधिकार है उदाहरण के लिए यदि आपके पास कोई संपत्ति है तो आपको लोगों को संपत्ति से बाहर रखने का या उस संपत्ति का आनंद लेने का अधिकार है यदि आपके पास कोई पुस्तक है तो आपको उस पुस्तक को पढ़ने से या उस पुस्तक को देखने से या किसी भी तरह से उस पुस्तक का उपयोग करने से रोकने का अधिकार है इसलिए अनन्य अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को दूसरों को अपनी अनुमति के बिना कोई कार्य करने से रोकने की क्षमता प्रदान करते हैं इस संदर्भ में जब हम बौद्धिक संपदा के सन्दर्भ में अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो हम उन अधिकारों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो बौद्धिक संपदा से निर्गत होते हैं और जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि किसी पुस्तक के रूप में कोई कलात्मक काम है तो पुस्तक का निर्माता या वह व्यक्ति जो पुस्तक का मालिक है या जिसने पुस्तक बनाई हैवह उस पुस्तक की प्रतियां बना कर विभिन्न तरीकों से पुस्तक की जानकारी को प्रसारित करने से रोक सकता है क्योंकि उस पर उसका विशेष अधिकार है इस मामले में हम इसे कॉपीराइट का अधिकार कहते हैं यदि किसी आविष्कार में अनन्य अधिकार निहित होता है तो हम उस अधिकार को पेटेंट अधिकार कहेंगे और पेटेंट अधिकार किसी व्यक्ति को बिक्री के लिए प्रस्ताव देने के लिए बनाने या निर्माण आयात करने और उस आविष्कार में अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और कोई भी व्यक्ति जो इन चीजों को सही मालिक की सहमति के बिना करता है हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने सही मालिक के अधिकार का उल्लंघन किया है सही मालिक के अधिकार का उल्लंघन वह है जिसे बौद्धिक संपदा कानून का उल्लंघन कहा जाता है तकनीकी रूप से उल्लंघन का मतलब किसी और की सम्पत्ति में होने वाला अतिक्रमण है इसलिए जब आपने जब आपने किसी निजी सम्पत्ति के सामने पढ़ा होगा कि अतिक्रमण करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई उस संपत्ति में घुसपैठ करता है तो ये उस व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण है इस अतिक्रमण के लिए नागरिक उपचार भी हैं और आपराधिक उपचार भी हैं जब एक बौद्धिक संपदा पर अतिक्रमण होता है तो उसे उल्लंघन कहा जाता है उल्लंघन किसी व्यक्ति की बौद्धिक संपदा में होने वाला अतिक्रमण ही है अब यह ऐसे अधिकारों से संबंधित हो सकता है जो बौद्धिक संपदा से सम्बंधित हैं जैसा कि मैंने कहा कि पेटेंट कानून किसी अविष्कार के बनाने के अधिकार उपयोग का अधिकार बेचने का अधिकार बिक्री के लिए प्रस्ताव का अधिकार और आविष्कार को आयात करने का अधिकार सुरक्षित रखता है इसलिए यदि आविष्कार के इन अधिकारों में से किसी में भी घुसपैठ होती है तो हम कहेंगे कि बौद्धिक अधिकार का उल्लंघन है